Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 55 लेक्चर 55 Single Phase TransformerContd सिंगल फेज ट्रांसफार्मरकॉन्टिनुइड तो आगे हम फिर से वापस आ गए हैं तो चलिए एक और एक्साम्पल लेते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0021 एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज में 4500225 वोल्टेज कहें 50 हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी f 50 हर्ट्ज है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में 15 वोल्ट की पर टर्न एक अप्प्रोक्सिमेट यूनिट होनी चाहिए जो 14 वेबर पर मीटर2 के मैक्सिमम फ्लक्स के साथ दे और ऑपरेट हो कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्नस को कैलकुलेट करें यह दो चीजें हमें डीटरमाइन करनी हैं रिफर स्लाइड टाइम 0050 तो emf पर टर्न E1 N1 E2 N215 इसलिए यह दिया गया है N1E115 अर्थात V1अपॉन E1 है तो E2N215 इस तरह से इसे बनाया जा सकता है तो इसे 450015 दिया गया है तो यह 300 मिलेगा है क्योंकि यह प्राइमरी साइड है जहां 4500 वोल्ट है इसी तरह सेकेंडरी साइड 225 वोल्ट हैं तो N2 22515 तो यह 15 है N2 15है रिफर स्लाइड टाइम 0122 अब हम जानते हैं E1444∅ m fN1 इसलिए m बस E1 की वैल्यू और इन सभी वैल्यूस को रखें तो E1 4500 हैं तो हम को 00676 वेबर मिलेगा तो A हम जानते हैं m Aफ्लक्स डेंसिटी हैं तो A m B max अतः m को मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 14 वेबर पर मीटर2 दिया जाता है तो यह मूल रूप से 00483 मीटर2 है इसलिए483 सेंटीमीटर2 हैं रिफर स्लाइड टाइम 0155 तो अब अगला ट्रांसफॉर्मर बिना लोड के है जब ट्रांसफॉर्मर लोड होने पर ट्रांसफॉर्मर सॉरी ट्रांसफॉर्मर लोड पर होता है तो पहले यह ट्रांसफॉर्मर लोड पर होता है तो पहले इस सर्किट को ड्रा करेंगे फिर देखेंगे तो हम इसे ड्रा करें जिसे सर्किट कहते हैं तो यह प्राइमरी साइड है और यह सेकेंडरी साइड है एक लोड कनेक्टेड है एक लोड है अब हमारे मेग्नेटिक सर्किट लूप से यह R1 और X1 इसलिए ये दो हैं एक वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और एक रिएक्टेंस हैं इन दो रेसिस्टेंस को हम यहां रखते हैं क्योंकि यहां कुछ भी नहीं हैं तो इसे E1E2 इस सब को नेगलेक्ट करें E2 इन सब को नेगलेक्ट करें जब E1 यह मेगनीटयूड के अनुसार V1E1 है लेकिन जब यह उस समय लोड होता है तो यह R1X1 होता है तो यह वोल्ट है जैसे कि यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है R1 X1 यहाँ है इसलिए यह V1 है क्या यह E1 है और यह V1 है और एरो टिप्स का अर्थ है यह पॉजिटिव दिखा रहा हैं और इसी तरह यहाँ लोड है ZL लोड है और यह लोड के अक्रॉस बुलेट वोल्टेज भी V2 है और यह R2 और X2 यह सेकेंडरी साइड था जो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस था तो उस केस में पहले बिना लोड के केस में हमने देखा है कि सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है और केवल प्राइम केवल वही कॉल हैं जो केवल प्राइमरी साइड और अल्तेर्नेटिंग वोल्टेज अप्लाई होते हैं और यह कोई लोड करंट नहीं है जो कि करंट I0 को कॉल करता है वह बहुत कम है जिसे एक्स्सिटिंग करंट कहा जाता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं एक उस कोर लोस के लिए रिस्पोंसिबल होता है दूसरा मेग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के लिए है जो पॉवर प्रोडयुसिंग के लिए रिस्पोंसिबल है अब इस केस में यह लोड से कनेक्टेड है अब किसी भी चीज़ पर जाने से पहले तो यह N1 टर्न है और यह N2 टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है और यह वोल्टेज E1 है और यह वोल्टेज E2 है E1 और E2 वोल्टेज को मूल रूप से क्या कहते हैं यह इस वोल्टेज में आइडियल ट्रांसफार्मर है तो अब यदि अप्लाई करें तो जो मेग्नेट Ic सर्किट ने शुरू किया है हैण्ड रूल मान लीजिए कि यह करंट की डायरेक्शन है मुझे इसे क्लियर करने दो तो यह करंट की डायरेक्शन ली जाती है तो अगर एक कंडक्टर को करंट के फ्लो की डायरेक्शन में देखेंगे तो टर्म अप है अत इस ओर से फ्लक्स की डायरेक्शन ∅ होगी इसलिए चूंकि लोड कनेक्टेड है लोड कनेक्टेड है इसलिए करंट इस तरह फ्लो होगा तो फिर से अगर कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में व्रैप करे तो यह भी इस तरह से होगा इसका मतलब है इफेक्टिव फ्लक्स कम हो जाएगा तो उस मामले में वास्तव में क्या हो रहा है कि emf प्रोडयुस यह एक है यह एक है सॉरी emf mmf mmf प्रोडयुसड नहीं है यह N1I1 होगा और यह N2I2 होगा वास्तव में यह N1I1 N2I2 होगा यह कुछ इस तरह है यह कुछ इस तरह है मान लीजिए मैं इसे क्लियर कर दूं मान लीजिए मेरे पास यह ट्रांसफार्मर है मेरे पास यह एक ट्रांसफॉर्मर सिंबल है मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है जो कहता है कि यह करंट I1 है रिफर स्लाइड टाइम 0523 मान लीजिए कि यह मेरा ट्रांसफॉर्मर है और वास्तव में एक्साम्पल के लिए यहां फ्लो होने वाला करंट I1 है और यह N1 यहां ट्रांस करें और यह सेकेंडरी साइड है प्राइमरी सेकेंडरी साइड है और यहां यह भी कहते हैं कि यह करंट I1 हैं इस टर्न को N2 कहें और यहां करंट I2 है इसलिए मैं अभी इंटर कर रहा हूं एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यहां एक डॉट लगाएं इसलिए इस तरफ mmf देखेंगे I1N1 और यह तरफN2I2 रिएक्टेंस जिस तरह से हमने यह किया है कि दोनों करंट उस डॉट में इंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट जो कुछ भी स्टडी किया है दूसरे में यदि ऐसा करते हैं तो पाएंगे कि यह दोनों एडिटिव हैं क्योंकि इसके अनुसार हैंड रूल अप्लाई करें यदि ऐसा करते हैं लेकिन एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए रिएक्टेंस उन असंपशन को देखता है जो रिएक्टेंस R0 को फ़ोर्स में बनाया गया है यदि ऐसा है तो इसका मतलब है इसका मतलब I1N1I2N20 है मुझे इसे क्लियर करने दे रिफर स्लाइड टाइम 0645 इसका मतलब है I1N1 N2 I2 यानी I1 और I2 में एंटी फेज होगा N1N2 इसके साथ कांस्टेंट बदल जाता है और I1 और I2 एंटी फेज होगा दूसरा यह है और दूसरा यह है यह हैं रिफर स्लाइड टाइम 0712 तो हमारे पास है अगर यहाँ डॉट लगाते है अगर वहाँ एक डॉट लगाते हैं और अगर यहाँ एक डॉट लगाते हैं अगर इस तरह करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो N1I1 N2I2 यानी एंटी फेज में इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन इस तरह है कि यह लोड में जा रहा है तो मैं इसे क्लियर कर दूं तो यही कहते हैं कि ट्रांसफार्मर लोड पर है रिफर स्लाइड टाइम 0742 इसीलिए वहाँ अब यह एकुइवेलेंट सर्किट ऊपर है वास्तव में हमने देखा है कि बाद में इसके माध्यम से जा सकते है लेकिन जो कुछ भी मुंह से क्यों कहा जाता है बस सुनो लिखो क्या इसके बारे में है तो R1 और X1 प्राइमरी साइड रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस है और यह वास्तव में इसका मतलब है कि I c और Im जो कि अल्तेर्नेटिंग सप्लाई देने वाले प्राइमरी साइड हैं तो यह I c करंट वह है जिसे कोर लॉस कंपोनेंट कहते हैं इसलिए इसे एक एकुइवेलेंट रेसिस्टेंस रिप्रेसेंट किया जा सकता है इसी तरह मैग्नेटाइज करंट I m बिना लोड फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पोंसिबल हैं तो और इंडकटेंस में इसको रिप्रेसेंट किया जा सकता है और यह करंट I0 है तो इसका मतलब इन दोनों के लिए एक पैरेलल सर्किट है तो यह I0 Ic jIm देता है और यह सेकेंडरी साइड है कि R2 और X2 और यह लोड के माध्यम से फ्लो होने वाला करंट यह Ic है फेरोमैग्नेट मटेरियल प्राइमरी सेकेंडरी जल्द ही समाप्त हो जाती है और यह लोड है और यह वह वोल्टेज है जो लोड V2 था कोई भी एयरो का मतलब इंसटेटेनिअस पोलारिटी और यह है और यह टर्नस है यह N1 टर्नस N2 टर्नस है अब मैं इसे अब सप्लाई से सोर्स से करंट में क्लियर कर रहा हूं यह I1 है लेकिन करंट का पार्ट I0 यहां जा रहा है I0Ic jIm लेकिन हाँ करंट I2' है इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि I1I0I2 तो इस मामले में क्या होगा यह प्राइमरी वाइंडिंग से गुजरने वाला करंट है पहले मैंने I1I को देखा क्योंकि आइडियल ट्रान्सफर के लिए ये सभी चीजों नेग्लेक्टेड है अब यह करंट I2N1 हमारी इस बात के अनुसार यह I2N1 mmf यह बात I2N2 है तो I2 जब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो यह N2N1I2 होगा जो हम करेंगे रिफर स्लाइड टाइम 0948 लेकिन इसमें हमारे एक्सप्लेनेशन में जो कुछ भी था वह वास्तव में I2N1 I2N2 आना चाहिए था तो केवल एंटी फेज में जिसका अर्थ I2 हैएक I2 वास्तव में एंटी फेज में है यह I0 नेग्लेक्टेड है तो I2I1 इसलिए मैंने N1I1 लिखा है और एक आइडियल ट्रांसफार्मर से तो इसका मतलब है mmf इस तरफ प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड के mmf के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस साइन पर मेगनीटयूड आता है और यह साइन भी मैंने बताया था तो इसका मतलब है कि जब फेजर डायग्राम बनाएँगे तो यह I2 और यह I2 एंटी फेज में होगा जो फेज शिफ्ट का 180 डिग्री डिफरेंस है रिफर स्लाइड टाइम 1036 तो इस मामले में हम जानते हैं कि E1 N1d dt तो जानिए E1 इतना यह हमने पहले ही देखा है पहले से ही हमने मैग्नेटिक सर्किट में देखा है हमने एक या दो नुमेरिकल सोल्व किए हैं तो यह E1 है इसमें E2 है पहले यह बात दी गई है रिफर स्लाइड टाइम 1053 अब अब अगर फेजर डायग्राम को देखें तो मुझे ज़ूम कम करने दें इसलिए यदि पहले फेजर डायग्राम देखें तो एक या दो बातें बता दूं यह कुछ भी नहीं है जिस तरह से यह वहाँ था मैंने इसे बनाया है यह भी कुछ नहीं होगा यह भी कुछ नहीं होगा अगर इसे काटा जाता है तो इस मामले में मैं इस मामले में यह क्लियर कर दूं कि V1 और E1 बैलेंस लॉस्ट हो गया है क्योंकि यह किस कॉल पर है यह लोड पर है सेकेंडरी साइड लोड किया गया है और यदि V1 देखो सर्किट बस पहले मुझे यहां समझाएं तो V1 यानी E1 तो यह I1R1 है और यह एक 90 डिग्री है जिसके साथ यह 90 डिग्री है क्योंकि यह रिएक्टेंस है इसलिए I1R1 तो यह V1 है तो मुझे इसे क्लियर करने दो तो अगर बस रुको तो अगर देखो सर्किट अगर देखो यह सर्किट अगर देखो यह सर्किट तो हाँ अगर हम इस फेजर डायग्राम को ड्रा करते हैं तो V1 तब होगा जब उस V1 को पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर V1 E1 के लिए लिया जा रहा हो लेकिन अब ट्रांसफॉर्मर के लोड होने के कारण यह रेयर लोड हो गया है सेकेंडरी साइड लोड हो गया है इसलिए यही कारण है कि V1 E1I1R1 jI1X1 यही कारण है कि यह फेजर डायग्राम जिसे इस फेजर डायग्राम को कहते हैं वह है V1 E1I1R1jI1X1 यह सही है रिफर स्लाइड टाइम 1240 और दूसरी बात यह है कि अगर देखो यह अगर देखो यह है कि I1I1I2I0 इसका सर्किट डायग्राम कब दिखाएगे अब यह I0 है जो नो लोड करंट है और यह I2 है और यह I1 है और I2 सेकेंडरी करंट एंटी फेज होना चाहिए तो यही कारण है कि यह एक I2 है जो यहां लिखा गया है यह I2 वास्तव में थोड़ा है अगर यह बात है मान लीजिए अगर यह वहां है अगर यह I2 है तो क्या कॉल करें तो यह एक I2 होगा वे उस कन्वेंशन के कारण एंटी फेज में होगा तो यही कारण है कि यह I2 है और यह I2 है I2 यहां ड्रा किया गया है यह फेजर I2 है यह फेजर I2 है तो मैं इसे क्लियर कर दूं इसलिए सेकेंडरी साइड में तो E2 होगा यदि देखो यह E2 V2I2 R2 jI2 होगा यदि अप्लाई होते हैं तो हम इसे क्लियर करते हैं यदि सर्किट में KVL अप्लाई करें इस सर्किट में KVL अप्लाई करें रिफर स्लाइड टाइम 1356 तो यह E2 है यह E2 है इस सर्किट में भी यह E1 है यह E2 है और यह है तो यदि K vl अप्लाई करने पर कॉल क्या है तो E2 होंगा यह I2R2 jI2X2 और V2 है तो यह rE2V2I2R2jI2X2 है तो बस K vl अप्लाई करें बस K v l यहाँ अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि यह जो E2V2I2R2 है और यह I2X2 ये एंगल यह एंगल 90 डिग्री होगा यह एंगल 90 डिग्री होगा और रिजल्टेंट यह वोल्टेज ड्रॉप I2 Z 2 होगा इसी तरह यहाँ भी यह हिस्सा I2I1 Z 1 होगा और यह करंट I1 करंट मैंने बताया कि यह I0 फेजर सम I2 होगा और V1 और I1 के बीच का एंगल इस एंगल को 1 कहेगे है और इसी तरह I2 और V2 के बीच का एंगल यह एंगल ∅2 यहां दिखाया गया है यह ∅2 है केवल बात यह है कि यह भाग कुछ भी नहीं है यह भाग कुछ भी नहीं है इसी प्रकार यह भाग कुछ भी नहीं है तो मुझे आशा है कि I2 और I2 एंटी फेज में हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह फ्लक्स रिफ़रेंस फेज से पहले जैसा ही है तो यह फेजर डायग्राम बिना लोड पर ट्रान्सफर है मुझे आशा है कि यह समझ में आ गया है कि इसे क्या कहते हैं बस इस फेजर डायग्राम को पकड़ें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1557 जब अब वहाँ लिखना है जब ट्रांसफॉर्मर लोड होने पर मैंने जो कुछ भी कहा है एक करंट I2 सेकेंडरी टर्नस में फ्लो होगा सेकेंडरी फ्लक्स का सेकेंडरी mmf I2N2 सेट जो फ्लक्स प्रोडयुस के द्वारा प्राइमरी mmf को कम करता है इसका मतलब है यह वास्तव में प्राइमरी mmf है जो कुछ भी I2N1 था और यह सेकेंडरी mmf I2N2 है और इसका उपयोग करें कि कौन सी कॉल का उपयोग करें हैण्ड रूल और फिर फ्लक्स की डायरेक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि यह उस इफेक्टिव फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा यही वह है जो यहां लिखा गया है मैग्नेटिक सर्किट से हैण्ड रूल अप्लाई करें कंडक्टर को करंट के फ्लो की डायरेक्शन में पकड़ें और टर्म फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इसलिए सेकेंडरी फ्लक्स के I2N2 सेट जो प्रोडयूस्ड फ्लक्स के द्वारा प्राइमरी mmf को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं परिणामस्वरूप E1 कम हो जाता है और V1 और E1 के बीच बैलेंस अब मौजूद नहीं होगा इसलिए लोड पर सेकेंडरी mmf की उपस्थिति वास्तव में प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है प्राइमरी mmf मेगनीटयूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में विपरीत है जिसे की N1I2 N2I2 कहते हैं यदि I0 की उपेक्षा की जाती है तो यह I2I1 हैं रिफर स्लाइड टाइम 1716 इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा है तो यह मैंने एक किताब से लिया है इसलिए आम तौर पर जो कुछ भी हमने नुमेरिकल और अन्य चीजों को सोल्व किया है जो कि एकुइवेलेंट सर्किट है लेकिन अगर देखो कि वह लोअर है कि यह कोर है यह कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और यह लैमिनेटेड कोर है यह रियल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है और अगर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग मिलेगी तो ये दो टाइप के अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन हैं केवल एक ही बात मैं बताऊंगा कि कोई भी किताब पढ़ें और कोर टाइप और शेल टाइप के बीच अंतर देखें जो कि मेन डिफरेंस है यह बाहर जाना चाहिए यहाँ पर दिखाई देना चाहिए मैं इसे उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ रिफर स्लाइड टाइम 1818 तो इस मामले में इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है क्योंकि यह कोर टाइप और शेल टाइप है लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड हैं जैसा कि लीकेज फ्लक्स को कम करने में दिखाया गया है रिफर स्लाइड टाइम 1826 और इसी तरह पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए संभवतः कई MVA पर रेट किया गया है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ पर काम कर रही है जो कि यूएसए है वास्तव में यह 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज दोनों जापान में हैं रिफर स्लाइड टाइम 1844 उपयोग की जाने वाली मैंन मटेरियल आमतौर पर लैमिनेटेड में सिलिकॉन स्टील होती है लेमिनेशन वास्तव में एडी करंट को कम करता है यही कारण है कि लैमिनेटेड और सिलिकॉन स्टील हिस्टैरिसीस लोस को कम से कम रखते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1854 और लार्ज पॉवर ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर स्टेशन के मैंन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंडस्ट्रियल सप्लाई सर्किट में किया जाता है तो स्माल पॉवर ट्रांसफार्मर की कई एप्लीकेशन होती हैं एक्साम्पल वेल्डिंग और रेक्टिफायर सप्लाई सहित डोमेस्टिक बेल सर्किट इम्पोर्टेड वाशिंग मशीन मेरा मतलब है कि स्माल पॉवर ट्रांसफार्मर के लिए बहुत सी चीजें हैं रिफर स्लाइड टाइम 1920 अब एक और बात जो पूरी कवर नही होगी यह केवल जनरल नॉलेज के लिए होगी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ मिली वोल्ट एम्पीयर से R20 वोल्ट एम्पीयर से अधिक नहीं होता और लगभग 15 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेटिंग के लिए स्माल कोर भी लैमिनेटेड वाले सिलिकॉन स्टील से बना होता है एप्लिकेशन ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम हैं यह सिर्फ जनरल नॉलेज के उद्देश्य के लिए है इसकी स्टडी नहीं की जाएगी रिफर स्लाइड टाइम 1943 रेडियो फ़्रीक्वेंसी ट्रांसफ़ॉर्मर यह मेगा हर्ट्ज़ फ़्रीक्वेंसी रीजन में काम कर रहा है इसमें या तो एयर कोर में फेराइट कोर या डस्ट कोर होता है रिफर स्लाइड टाइम 1953 तो फेराइट एक सिरेमिक मटेरियल है जिसमें सिलिकॉन स्टील के समान मेग्नेटिक प्रॉपर्टीस होती हैं लेकिन हाई रेसिस्टीवीटी होती है डस्ट कोर में कार्बोनिल आयरन या मॉलॉय के महीन कण होते हैं जो निकल और आयरन एप्लिकेशन रेडियो और टेलीविजन रिसीवर होते हैं रिफर स्लाइड टाइम 2008 अब इस ट्रांसफार्मर के आगे आमतौर पर इनेमल इंसुलेटेड कॉपर या एल्यूमीनियम की वाइंडिंग होती है यदि कॉलेज में फर्स्ट इयर में लैब के माध्यम से जाने पर देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खुले ट्रांसफार्मर और छोटे ट्रांसफॉर्मर में ब्रीफ एयर में कूलिंग और बड़े ट्रांसफॉर्मर में तेल या आयल कूलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बस कुछ जनरल आईडिया देने के लिए हैं रिफर स्लाइड टाइम 2041 अब एक ट्रांसफॉर्मर का इकुईवेलेंट सर्किट क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मर देखा है लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मर का इकुईवेलेंट सर्किट प्राप्त करना है क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करना है एक एकुइवेलेंट ट्रांसफॉर्मर या एकुइवेलेंट ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए उसके लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मर के एकुइवेलेंट सर्किट को जानना होगा रिफर स्लाइड टाइम 2057 तो आम तौर पर ऐसा क्या हुआ कि जब भी देखा कि जब कभी कोई ट्रांसफॉर्मर किस कॉल को लोड करता है तो लोड का मतलब है कि लोड का मतलब है इंडकटिव लोड तो मान लीजिए कि यह रेसिस्टेंस है लोड रेसिस्टेंस R L है और कहें कि रिअक्टेंस X L j है कोई भी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व करते समय काम्प्लेक्स ऑपरेटर को j रखना होगा और लोड के अक्रॉस वोल्टेज V2 है यह यहां दिया गया है और यह R1X1 प्राइमरी साइड रेसिस्टेंस V1 सप्लाई वोल्टेज है और इसके माध्यम से करंट I0 है जो कि वह कॉल हो सकता है जो कोई लोड करंट नहीं है और यह करंट I1I1I0I2 जो कि फेजर है और इस करंट को इस तरफ हम कह सकते हैं I1I2 हम इसे I1 भी कह सकते हैं तो और यह भी R2X2 है जिसका अर्थ है यह वाइंडिंग क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है वहाँ आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इस पोरशन को आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं तो इसका मतलब है इस मामले में E1E2N1N2 एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर से सब कुछ निकाला जाता है दो वाइंडिंग को रिप्रेसेंट करते है तो यह E1E2 है तो इस पोरशन में यही कारण है कि इस पोरशन में लाइन आइडियल ट्रांसफार्मर दिखाया गया है और इस लोड के माध्यम से फ्लो होने वाला करंट I2 है और यह करंट I1 है और यह I2 है तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक एकुइवेलेंट सर्किट बनाना है या तो यह या तो इन सभी पैरामीटर्स को प्राइमरी साइड में लाएगे यह एक तरीका है या इन सभी पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड में लाएगे तो सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड में कौन ले जाएगा तो यह कैसे करेगे तो यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिस तरह से हमने हर चीज को रिप्रेसेंट किया है क्योंकि यह E1E2 यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जो यहां लिखा गया है रिफर अलिदे टाइम 2301 तो एक ट्रांसफॉर्मर का एकुइवेलेंट सर्किट जो हमारे पास है वह यह है कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो हमें सब कुछ एक तरफ लाने के लिए है जो कि प्राइमरी साइड है रिफर स्लाइड टाइम 2318 अब एकुइवेलेंट सर्किट को सेकेंडरी रेसिस्टेंस को सिम्पलीफाइड या ट्रान्सफर किया जा सकता है और प्राइमरी साइड में रिएक्टेंस इस तरह से होता है कि E2 से E1 का रेशो मेगनीटयूड या फेज से इफेक्टेड नहीं होता है इसका मतलब यह है कि यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो E1E2 यह दिखाया है कभी भी R2X2 इफेक्ट नहीं होगा और साथ ही यह लोड भी प्राइमरी साइड में बदल जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 2335 अब यदि ऐसा करते हैं यदि ऐसा करते हैं तो रेसिस्टेंस R2 को प्राइमरी सर्किट में एक एडीशनल रेसिस्टेंस R2 को रिप्लेस या इन्सेर्टिंग किया जा सकता है जैसे कि R2 में अब्सोर्बड पॉवर करंट को ले जाने पर R2 में सेकेंडरी करंट का कारण हैं रिफर स्लाइड टाइम 2346 एक्साम्पल के लिए एक्साम्पल के लिए इस सर्किट को लें रिफर स्लाइड टाइम 2357 एक्साम्पल के लिए मैं इसे इस तरफ लाना चाहता हूं यह साइड पावर ग्लास करंट मैग्नीटयूड होगा यह I222 है R2 में मैग्नीटयूड है यह एक पावर ग्लास है अब अगर मैं उस एकुइवेलेंट रेसिस्टेंस को उस पर रखना चाहता हूं यह सप्लाई प्राइमरी साइड पर क्या कॉल करती है मान लीजिए कि मेरे पास यहां एक रेसिस्टेंस है और मान लीजिए कि यह वैल्यू R2 है इसलिए यह साइड लोस वास्तव में यह R2 वहाँ I22होगा तो ये लोस और यह I22R2 लोस दोनों को बराबर होना है दोनों को समान होना है जैसे कि मुझे उस तक के बराबर की वैल्यू मिलेगी जैसे कि क्या कहें कि E1E2 रेशो सब कुछ समान रहेगा केवल एक चीज है हमे एक रेसिस्टेंस इन्सर्ट करना है जिसे हमें एकुइवेलेंट पर R2 फाइंड है जहां इस एक के लोस के रूप में R2I22I22R2 यह केवल उसी के आधार पर होना चाहिए जिसे हम ट्रान्सफर करते हैं तो अगर ऐसा है तो इस मामले में इस मामले में I22R2I22R2 यानी R2I22 अप ओन I22R2 यानी I2I2 है जिसे 2R2 कहते हैं अब इससे और अब इस डायग्राम से यह I2I2N1N2 हैं क्योंकि यह इस एक के लिए यह एक ट्रांस रेशो N1 है और यह ट्रांस रेशो N2 है रिफर स्लाइड टाइम 2524 और यहाँ करेंट I2 है इसलिए इसे I2N1 बना सकते हैं जो प्राइमरी साइड का mmf इक्वल सेकेंडरी साइड का mmf है जो N2N2I2 है तो यह I2 है और इस N2 पर तो N2I2 I2N1 यानी I2I2N2N1या I2I2N1N2 तो जैसा कि यहां लिखा गया है इसका मतलब है कि यहां I2I2N1N2 को सब्सटीटयूट करें इसलिए N1N22R2 हैं रिफर स्लाइड टाइम 2616 लेकिन हमने पहले देखा है कि K हमने पहले K ट्रांस रेशो N1N2 देखा है इसलिए R2 K2R2 होगा रिफर स्लाइड टाइम 2631 इसी तरह से रिएक्टेंस को भी ट्रांस्फेर्रेड किया जा सकता है इसलिए X2 भी K2X2 होगा रिफर स्लाइड टाइम 2638 इसलिए यदि ऐसा है तो R2L2R2 और X2 K 2X2 हैं तो अब यह साइड जिसे सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस कहते हैं वह प्राइमरी साइड में ट्रांस्फेर्रेड एक़ुइवेलेंट के बराबर है लेकिन यह एक कॉल है लेकिन यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है लेकिन लोड R L X L है V2 भी है तो उस स्थिति में क्या होगा यह सब यहाँ ट्रांस्फेर्रेड कर दिया गया है तो प्राइमरी या सेकेंडरी साइड V2 अब E2V2 बराबर है V2E2 तो V2 V2E2 हैं इसलिए क्योंकि यह सब चीज यहां ट्रान्सफर होती है V2 R L और X L में वोल्टेज है जो कोई भी कर सकता है वह प्राइमरी साइड या एक़ुइवेलेंट है तो इस V2 के बराबर वोल्टेज क्या होगा प्राइमरी साइड यह कुछ भी नहीं होगा लेकिन क्या कहते हैं कि K V2 प्राइमरी साइड में आएगा तो उस केस में और यह R L और X L समान रूप से इसे प्राइमरी साइड में ला सकते हैं R L भी R L बना सकता है X L X L होगा जिसे प्राइमरी साइड में भी ट्रांस्फेर्रेड किया जा सकता है रिफर स्लाइड टाइम 2759 यदि ऐसा है वैसे ही यदि ऐसा है तो यदि यह देखें कि E1E2 N1N2 और E2V2 को जानें तो E1V2K इसलिएE1 K V2 हैं रिफर स्लाइड टाइम 2812 इसका मतलब है कि इस साइड का मतलब है यह साइड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन K V2 होगा क्योंकि यह आइडियल ट्रान्सफर है यह ट्रांस रेशो N1यह N2E1E2N1N2 है जो E1E2N1N2 है लेकिन E2V2 क्योंकि यह चीज़ इस तरफ बदल जाती है E2V2 यानी R1V2KN1N2 K इसलिएE1K V2 और मैं इसे क्लियर कर दूं रिफर स्लाइड टाइम 2849 और जब इस RL और XL को इस तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यह RL K 2 होगा इसी तरह यह XL K 2 होगा जिस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म किया है वह RL है और वह XL होगा तो मुझे इसे क्लियर करने दें रिफर स्लाइड टाइम 2906 तो इस स्थिति में यह R L K 2R L और X L K 2 X L मैने बताया हैं और E1 को K V2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है यह E1 है यह लोड के अक्रॉस K V2 वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकता है तो यह वास्तव में ट्रांसफार्मर का एक़ुइवेलेन्ट सर्किट है फिर हमने क्या किया हम सभी सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड में बदल देते हैं और यह V1 है यह एक प्राइमरी है जिसे पैरासाइट पैरामीटर कहते हैं यह एक प्राइमरी साइड पैरामीटर भी है और सेकेंडरी साइड ने ट्रांस रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के कॉल सिर्फ 2 को ट्रांसफॉर्म या मल्टीप्लाइ किया है जो कि K 2R2 K 2X2 है और यह K 2 है जिसका मतलब है कि सभी पैरामीटर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को K 2 से मल्टीप्लाइ करना होगा और यह K V2 होना चाहिए अतः नुमेरिकल पॉइंट से इसे ध्यान में रखना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि यह I0 करंट वास्तव में यह I0 करंट फुल लोड करंट की तुलना में बहुत छोटा है आम तौर पर 3 से 5 परसेंट इसलिए यदि इस तरह की सीरीज पैरेलल सर्किट बनाते हैं तो यह आसान नहीं होगा इसमें r के लिए समय लगेगा कम्प्यूटेशन के लिए नुमेरिकल को सोल्व करने के लिए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे हम इस ब्रांच को वास्तव में बहुत एक्यूरेसी लूस करे बिना करेंगे यह ब्रांच यहां कहीं रखेगी हम यहां कहीं रखेंगे हम यहां कहीं रखेंगे और यह ब्रांच यहां से हट जाएगी और यह I0 होगा तो आसान कम्प्यूटेशन के लिए एरर बहुत कम होगी रिफर स्लाइड टाइम 3048 अगर हम ऐसा करते हैं तो यह सर्किट कि I0 फुल लोड करंट का 3 से 5 परसेंट है जहां सर्किट इस तरह दिखते हैं तो इसका मतलब है जिसका मतलब है शुरुआत में यह I1 है और यह I0 है उस स्थिति में I1I0I2 जा रहा है तोR1 और यह टोटल रेसिस्टेंस R1 K 2R2 है टोटल रेसिस्टेंस लोड को कंसीडर नहीं करते हैं इसे अलग रखते हैं तो X1 K 2 प्राइमरी और सेकेंडरी एक़ुइवेलेनट रेसिस्टेंस है इसलिए Re RE1 बल्कि R1 K 2R2 XE1X1 K का K 2X2 हैं तो यह एक अप्प्रोक्सिमेट एक़ुइवेलेनट सर्किट है और यह साइड वोल्टेज V2 होगा जिसे K V2 के इक्वल कहें और यह सप्लाई वोल्टेज है रिफर स्लाइड टाइम 3140 इसलिए यदि ऐसा है तो यह अप्प्रोक्सिमेट एक़ुइवेलेनट सर्किट है जिसे प्राइमरी कहा जाता है RE1 यह एक XE1 यह एक है इस वैल्यू को प्राइमरी साइड कहा जाता है क्योंकि हम इसे प्राइमरी साइड में लाए हैं और इसी तरह R L 1 K 2 R L और X L1 K 2X L जो कि प्राइमरी का रिफेर्रेड लोड पैरामीटर है अगर वह अन्य चीजें लाते है तो मान लीजिए कि मैं इसे सेकेंडरी साइड में ले जाना चाहता हूं प्राइमरी पैरामीटर कि rpxm सब कुछ सहित कई चीजें बदल जाएंगी तो उस स्थिति में R2R1 K 2 होना चाहिए था यह X2X1 K 2 होना चाहिए था इसी तरह R L K 2 होना चाहिए था और X L K 2 होना चाहिए था यदि यह सेकेंडरी साइड को रिफर करता है इसी तरह वोल्टेज भी बदल दिया गया होगा K के मल्टीप्लिकेशन के बजाय K से डिवाइड किया जाना चाहिए था तो मैं नुमेरिकल क्या सोल्व करूंगा रिफर स्लाइड टाइम 3246 तो एक छोटा सा एक्साम्पल लें एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी पर 2000 और सेकेंडरी पर 800 टर्न होते हैं 02 लैगिंग के पावर फैक्टर पर इसका नो लोड करंट 5 एम्पीयर होता है क्योंकि नो लोड पावर फैक्टर बहुत खराब है इसलिए मान लें कि वाइंडिंग में वोल्ट ड्रॉप नेग्लिजिबल है रिफर स्लाइड टाइम 3310 तो ड्रॉप को नेगलेक्ट करते हुए प्राइमरी करंट और पावर फैक्टर डीटरमाइन करते हैं जब सेकेंडरी करंट 085 लैगिंग के पावर फैक्टर पर 100 एम्पीयर होता है तो यह प्रॉब्लम है रिफर स्लाइड टाइम 3325 तो अब हम I2N1I2N2जानते हैं अब सभी फार्मूला और I2 के लिए 085 पावर फैक्टर लैगिंग पर 100 एम्पीयर है इसलिए I2N2 और I2 सभी डेटा दिए गए हैं तो I2 40 एम्पीयर को कंप्यूट करते है और यह 085 लैगिंग है जो कि I2 है रिफर स्लाइड टाइम 3346 अब सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर पावर फैक्टर 085 है तो 2318 डिग्री तो यह वह है जिसे सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर कहा जाता है यह दी गई प्रॉब्लम है कि जब सेकेंडरी करंट 085 लैगिंग के पावर फैक्टर पर सौ एम्पीयर होता है रिफर स्लाइड टाइम 3406 अब I0 को 5 एम्पीयर दिया गया है और cos∅0 02 दिया गया है तो 0785डिग्री रिफर स्लाइड टाइम 3413 अब यदि फेजर डायग्राम बनाएं जो कि ∅ रिफ़रेंस है और यह V1 है तो यह I1I1I0I2है और यह I2 है रिफर स्लाइड टाइम 3423 और I2 और I2 एंटी फेज में हैं इसलिए मैंने बताया कि यह I2 है और यह I2 है तो इस पर नजर डालते हैं इसे क्या कहते हैं यह I2 है और यह I1I0 यह चीज है और यह ∅0 एंगल ∅0 दिया गया है जो कि 785 डिग्री है तो इसका मतलब है I1cos1 यानी यह I1 है और यही वह है जिसे cos∅1 कहते हैं कि यह OA है OA वास्तव में OB BA है मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ यह समझ में आता है बस इसे इस पर प्रोजेक्शन करें कि इस y एक्सिस पर क्या कॉल वर्टिकल एक्सिस V1 कहते हैं इसलिए OB BA हैं इसी तरह यह साइड है अगर I1sin 1 मूल रूप से I1psi 1OD है जो कुछ भी नहीं है लेकिन OC CD है तो सभी एंगलस को मार्क किया जाता है और करंट को कंप्यूट भी करना है रिफर स्लाइड टाइम 3528 तो इसे I1cos1I2cos318 डिग्री I0cos0 बना सकते हैं जो भी हो इसलिए I1cos1 वास्तव में 35 आ रहा है तो अगर इसे बनाते हैं तो यह AB वास्तव में कुछ नहीं है लेकिन यह कंपोनेंट है बस इसे थोड़ा सा करें यह बहुत आसान हो जाएगा लेकिन वह सब कुछ मैने मार्क किया हैं और इसी तरह I1sin 1 I0sin 0I2 साइन 318 डिग्री हैं I1sin 1 2598मिलेगा तो यह I1cos 1 I1sin 1 2 और इसे जोड़ें यदि ऐसा करते हैं तो I1436 एम्पीयर मिलेगा क्योंकि sin 21cos 1 1 हैं और अगर इसे डिवाइड करें I1cos 1और I1sin 1 I1sin1I1cos 1 इसे डिवाइड करेगे और इसे ∅ 1 tan∅1 प्राप्त करेगा इसलिए ∅1366 डिग्री मिलेगा तो cos∅ 1 आएगा जिसे 08 कहते हैं तो यह आंसर है रिफर स्लाइड टाइम 3640 दूसरा एक 2200220 वोल्ट का प्राइमरी साइड है यह वोल्ट सेकेंडरी साइड यह वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ रेसिस्टेंस E125Ω हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में 4Ω का रिएक्टेंस है और कम वोल्टेज वाइंडिंग में 004Ω रेसिस्टेंस और 015Ω रिएक्टेंस यह प्राइमरी साइड इतना है और सेकेंडरी साइड इतना दिया गया है रिफर स्लाइड टाइम 3706 तो हाई वोल्टेज साइड के टर्म में लो वोल्टेज साइड के एक़ुइवेलेन्ट रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को कैलकुलेट करें bलो वोल्टेज साइड के टर्म में हाई वोल्टेज साइड के एक़ुइवेलेन्ट रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों तरफ इसे प्राप्त करना है रिफर स्लाइड टाइम 3717 तो R1 दिया गया है R2 दिया गया है X1 दिया गया है X2X2 दिया गया है प्राइमरी साइड के लिए R1X1 सेकेंडरी साइड के लिए R2X2 दिया गया है K भी दिया जाता है N1N2V1V2 इतना 10 तो R2 किस कॉल के लिए प्राइमरी साइड R2 K 2R2 होगा जो कि 4Ω होगा सभी डेटा डाल दिया जाएगा और X2 K 2X2 होगा तो 10 20515Ω इसलिए हाई वोल्टेज साइड के टर्म में जो एक प्राइमरी वाइंडिंग है हाई वोल्टेज का मतलब यहां प्राइमरी साइड है जिस तरह से हम इसे बनाते हैं यहां प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड है यहां यह हाई वोल्टेज साइड है यह साइड प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड बना रहा है तो इस मामले में RE1 क्या कॉल होगा R1R2 को जोड़े तो 552 मिलेगा इसी तरह XE1 होगा X1 X2 को जोड़े तो 19ΩΩ मिलेगा रिफर स्लाइड टाइम 3815 अब B पार्ट को सेकेंडरी साइड के लिए रिफेर्रेड किया जाता है इस मामले में इसे डिवाइड किया जाएगा जो कि R1 है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि R1X1 को सेकेंडरी साइड में बदलना होगा R2X2R2X2 सेकेंडरी साइड को शेष रहेगा प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड को बदलना होगा हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड ले रहा है तो उस समय में हाई वोल्टेज साइड रेसिस्टेंस रिएक्टेंस K 2 को डिवाइड करना पड़ता है इसलिए R1K 2 तो यह 125 R10 20125Ω से अधिक है और X1 X1 होगा X1 K 2 हो जाएगा यह 1004Ω है तो लो वोल्टेज साइड के टर्म में अब यह सेकेंडरी साइड है यह RE2R2R1 इसे जोड़ें यह 00525Ω हैं रिफर स्लाइड टाइम 3859 और X2 को जोड़ने पर 019Ω यह फाइंड होगा लेकिन एक चीज यहां देखें 525Ω है यह 19Ω है और सेकेंडरी साइड यह 00525Ω है और अगर पूरी चीज को प्राइमरी को कॉल करना है तो प्राइमरी साइड कहते हैं अगर इसे 100 10 2 से मल्टीप्लाइड करें तो यह 525Ω होगा और इसे अगर 10 2 यानी 100 से मल्टीप्लाइड किया जाए है तो 19Ω या इसके विपरीत मिलेगा इससे यह चेक किया जा सकता है कि कैलकुलेशन सही है या नहीं Glossary English Word Word Meaning maximum मैक्सिमम अधिकतम things थिंगस चीजे show शो दिखा force फ़ोर्स बल through थ्रू माध्यम cut कट काटा tends टेंड्स प्रवृत्ति opposite अपोजिट विपरीत find फाइंड खोजना rather राथर बल्कि poor पुअर खराब hundred हंड्रेड सौ